यह एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यह बहुत सिम्पल परन्तु बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है अगर मैं टेबल को टच भी करता हूँ तो यह डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में दिखाया कि हम इसमें लेज़र सोर्स इस्तेमाल करेंगे यह लेज़र सोर्स ऑलमोस्ट एक पॉइंट सोर्स है इससे पैरेलल रेज़ आती हैं क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट में एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए हम कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से इसे एक्सटेंडेड सोर्स बनाएँगे हम इसे यहाँ 35 cm के डिस्टेंस पर रखेंगे जबकि इसकी फोकल लेंग्थ 20 cm है अगर हम इसे 20 cm पर रखेंगे तो हमें इसके दूसरी ओर एक पॉइंट मिलेगा अगर यह फोकल लेंग्थ f से कम डिस्टेंस पर रखेंगे तो हमें रियल इमेज नहीं मिलेगी इसकी रियल इमेज पाने के लिए हमने यह डिस्टेंस फोकल लेंग्थ से अधिक रखा है हम इसे फोकस करेंगे तो यह डाईवर्ज होगा और हमें एक्सटेंडेड सोर्स मिलेगा यह सेट अप एक एक्सटेंडेड सोर्स जैसे काम करेगा इस एक्सटेंडेड सोर्स से लाइट कहाँ गिरेगी यह बीम स्प्लिटर पर गिरेगी हम इसे हाफ सिलवर्ड ग्लास प्लेट भी कह सकते हैं यह हाफ सिलवर्ड ग्लास प्लेट इंसिडेंट लाइट से 45 डिग्री पर सेट है अगर यह 45 डिग्री पर है तो इंसिडेंट रेज़ का एक पार्ट 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था एक ट्रांसमिट होगा और मिरर M1 की ओर जाएगा और दूसरा रिफ्लेक्ट होकर मिरर M2 की ओर जाएगा यहाँ मिरर M1 कौन सा है और मिरर M2 कौन सा है सो यह यहां इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है इसे हम मिरर M2 कहेंगे यह लाइट डायरेक्टली यहां जा रही है इस मिरर को हम मिरर m1 कहेंगे यह मिरर M1 है और यह मिरर M2 है और यह बीम स्प्लिटर है या ग्लास प्लेट जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है यह लाइट मिरर M2 की और आकर रिफ्लेक्ट होती है और वापस जाती है मिरर M1 की ओर जाने वाली लाइट मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आकर यह ग्लास प्लेट से नीचे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है यह दोनों रेज़ मिरर M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होने वाली दोनों लाइट इंटरफेयर होती हैं और स्क्रीन पर इंटरफ्रेंस पेटर्न बनाती हैं यहाँ हमने व्हाइट स्क्रीन रखी है इस वाइट स्क्रीन पर हमें कॉन्सन्ट्रिक सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा सेंटर में हमें ब्राइट या डार्क कोई भी फ्रिंज मिल सकती है सेंटर में ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी मैक्सिमम होगा अगर मैं डिस्टेंस चेंज करता हूं हम देखेंगे कि डिस्टेंस चेंज करने से फ्रिंजेस अपीयर होंगी या कोलैप्स होंगी सेंटर में अपीयर और कॉलेप्स होने वाली फ्रिंजेस को हम काउंट करेंगे यह माइक्रोमीटर है यह स्क्रूगेज की तरह है हमें यहां इनिशियल रीडिंग लेनी है मैं देख सकता हूं यह लिनियर स्केल रीडिंग है और यह सर्कुलर स्केल रीडिंग है लिनियर स्केल में यह 55 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल में यह ऑलमोस्ट जीरो है लीस्ट काउंट क्या है यह हमें निकालनी होगी सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन हैं अगर मैं इसे दो बार रोटेट करता हूं तो मैं देखता हूं कि लिनियर स्केल में 1 मिलीमीटर शिफ्ट होता है तो इसकी लीस्ट काउंट होगी 001 मिलीमीटर या 0001 सेंटीमीटर इसे हम नोट करेंगे इसमें 50 डिविज़न्स हैं अगर मैं इसे दो बार रोटेट करता हूँ तो यह लीनियर स्केल में 1 mm शिफ्ट होता है माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 001mm या 0001cm है इसे हम नोट करेंगे अगर 100 डिविज़न्स का रोटेशन करते हैं तो लीनियर स्केल में 01cm का मूवमेंट होता है तो माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0001cm होगी यह हम नोट करेंगे अब मैं यह मेन स्केल रीडिंग 55 नोट करता हूँ बेहतर होगा मैं इसे मिलीमीटर में लिखुँ सर्कुलर स्केल रीडिंग ज़ीरो है तो यह टोटल 55 होगी यह इनिशियल रीडिंग है अब में मिरर्स का डिस्टेंस चेंज करूँगा और फाइनल रीडिंग लूंगा जब हम चेंज करेंगे हमें क्या दिखेगा हमें सेन्टर में फ्रिंजेस अपीयर या कोलॅप्स होती दिखेंगी मैं आपको दोनों दिखाऊंगा अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ तो यह अपीयर हो रही हैं हम इन्हें काउंट करेंगे जेनेरली हम 20 तक काउंट करते हैं मैं इसे चेंज कर रहा हूँ और साथ में सेन्टर में कोलैप्स होने वाली फ्रिंजेस को काउंट भी करूँगा मैं इसे 20 तक काउंट करूँगा और अब मैं रीडिंग लूंगा यह फाइनल रीडिंग होगी इनिसियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन रीडिंग का डिफरेंस लेना है जैसा कि मैंने बताया था यहाँ शिफ्टिंग में लीवर एक्शन के कारण d स्पेसिंग पाने के लिए हमें इस डिफरेंस को 10 से डिवाइड करना होगा तो डिफरेंस अगर 10 है तो शिफ्टिंग 1 होगी हमारी रीडिंग जो भी होगी हमें उसे 10 से डिवाइड करना होगा तो वह मिरर्स के डिस्टेंस में चेंज होगा हमें d की वैल्यू मिल गई है और m की वैल्यू काउंट की है मान लो 20 है हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यह रीडिंग्स हम कम से कम 4 बार लेंगे अब मैं इसे दूसरे डायरेक्शन में करूँगा तो हम देखेंगे कि फ्रिंजेस सेन्टर में कोलैप्स कर रही हैं फ्रिंजेस का सेंटर में कोलैप्स होना मतलब सेंट्रल फ्रिंज का आर्डर डिक्रीज़ होगा अगर मैं मिरर्स का डिस्टेंस डिक्रीज़ करता हूँ तो फ्रिंजेस कोलैप्स होंगी अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो फ्रिंज 1 कोलैप्स हो रही है फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं इससे पहले हमने इनिसियल रीडिंग नोट की थी अब हम फाइनल रीडिंग लेंगे ऐसे हमें d की वैल्यू मिलेगी और हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे यह बहुत सेंसिटिव है अगर मैं ग्लास प्लेट का एंगल चेंज करता हूँ आप देखो यह कितना सेंसिटिव है देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ मुझे यह बहुत सावधानी से और धीरे धीरे रोटेट करना होगा अन्यथा मैं इन्हें वापिस नहीं ला पाउँगा देखो यह ग्लास प्लेट का एंगल चेंज करने के कारण चेंज हो रही हैं हम इन्हें डिस्टिंक्ट और सिमेट्रिक बनाएंगे यह 45 डिग्री पर होगा यह बहुत सेंसिटिव है ग्लास प्लेट के एंगल को थोड़ा भी चेंज करेंगे तो यह डिस्टर्ब हो जाएगा हम इसे सिमेट्रिक बनाएँगे यह 45 डिग्री पर होगा इसमें जो मिरर्स है ये भी कम्प्लीटली वर्टीकल होने चाहिए हमारे पास मिरर M1 में टिल्ट चेंज करने का ऑप्शन है आप देखो यह कितना सेंसिटिव मैं थोड़ा सा ही टिल्ट चेंज कर रहा हूँ तो इसका जीरोथ आर्डर सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है अब हमने इसे खो दिया है इसे मैं वापिस लाता हूँ मैं इसे धीरे धीरे वापिस चेंज करूँगा अब यह हमें वापस मिल गया है दूसरे स्क्रू से भी मैं इसे इसी तरह चेंज कर सकता हूँ और वापस ला सकता हूँ हाँ यह वापिस आ गई है यह बहुत सेंसिटिव है हम मिरर की टिल्टिंग से इसे एडजस्ट करेंगे यह सेन्टर से सिमेट्रिक फ्रिंज पैटर्न होना चाहिए अभी हमें यह बिलकुल परफेक्ट फ्रिंज नहीं मिली हैं क्योंकि यह अभी फाइन नहीं हुई हैं यह बहुत मुश्किल है टिल्टिंग से हम फ्रिंजेस को सेट करेंगे और डिस्टेंस चेंज करके यह एक्सपेरिमेंट करेंगे हमने इसकी सेटिंग्स देखी इसे करने के लिए स्किल चाहिए इसमें मेजरमेंट करना बहुत आसान है तो यहाँ आप देख रहे हैं यह एक मिरर है और यह दूसरा मिरर है यह लाइट यहाँ ग्लास प्लेट पर गिर रही है इससे रिफ्लेक्शन होकर M1 की ओर जो रेज़ जा रही हैं यह एक आर्म है दूसरी आर्म है जो ग्लास प्लेट के थ्रू रिफ्रक्शन से ट्रांसमिट होकर मिरर M2 की ओर जा रही है अगर मैं एक आर्म मान लो M1 वाली आर्म में बाइप्रिज्म इंट्रोडयूज़ करता हूँ तो एक अडिशनल पाथ इंट्रोडयूज़ होगा जो बाइप्रिज्म के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण है दूसरी आर्म सेम रहेगी अब मैं बाइप्रिज्म इसमें रखता हूँ और आगे का एक्सपेरिमेंट करेंगे मने माईकलसन इंटरफेरोमीटर में बाइप्रिज्म रख दिया है मैं आपको एक दूसरा वाला बाइप्रिज्म दिखाता हूँ हमने ऐसा ही बाइप्रिज्म इसमें रखा है इसके बीच में हम इसका एज देख सकते हैं हमने बाइप्रिज्म एक आर्म में इन्सर्ट किया है लाइट इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्शन के बाद बाइप्रिज्म से पास करती है यह बाइप्रिज्म एक ट्रांसलेशनल स्टेज पर अटैच्ड है जिसका लीनियर स्केल और वेर्नियर स्केल दोनों हैं वेर्नियर स्केल में 50 डिविज़न्स हैं और लीनियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीज़न 05 mm है हमें इसकी लीस्ट काउंट नोट करनी है यह ऑब्जरवेशन टेबल है यह एक्सपेरिमेंट है बाइप्रिज्म का बेस एंगल निकालना लेज़र की वेवलेंग्थ हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट से निकाली थी या हम इंस्ट्रूमेंट के साथ जो दी गई है उसे लेंगे यह 6328 nm है बाइप्रिज्म के मटेरियल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें मैनुअल से नोट करना है अब हम इसमें लीस्ट काउंट निकालेंगे इसे हम वेर्नियर कांस्टेंट भी कह सकते हैं वेर्नियर कांस्टेंट है लीनियर स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग डिवाइडेड बाई वेर्नियर स्केल की टोटल नम्बर ऑफ़ डिविज़न्स मतलब यह होगा 05 mm 50 001 mm या 0001 सेंटीमीटर हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मिरर्स का डिस्टेंस चेंज किया था इसमें हम बाइप्रिज्म को ट्रांसलेशन से आर्म में अंदर या बाहर करेंगे और कोलैप्स या अपीयर होने वाली फ्रिंजेस को काउंट करेंगे हम रीडिंग लेंगे और इसकी लीस्ट काउंट निकालेंगे यह वेर्नियर स्केल है और यह लीनियर स्केल वेर्निएर स्केल में 50 डिवीज़न्स हैं और लीनियर स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीज़न 05 mm है अब हम इसकी इनिसिअल रीडिंग लेंगे हमें नहीं पता सेन्ट्रल फ्रिंज का क्या आर्डर है हम इसे m1 मान लेते हैं अब मैं ट्रांसलेशन से बाइप्रिज्म को अंदर की ओर या बाहर की ओर करूँगा इससे इस आर्म की लाइट अलग अलग थिकनेस से पास करेगी पहले हम इनिसिअल रीडिंग नोट करेंगे यह 195 cm है और वर्नियर हमें निकालनी पड़ेगी वर्नियर है 30 हमें इनिसिअल पोजीशन नोट करनी है जो 195 mm है और वर्नियर है 30 डिवीज़न्स और वर्नियर कांस्टेंट 001 है तो हम टोटल रीडिंग नोट करेंगे अब मैं नम्बर ऑफ़ कोलेप्सिंग या अपियरिंग फ्रिंजेस काउंट करूँगा जब मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ और मैं फाइनल रीडिंग लूंगा आप देखें मैं मूव कर रहा हूँ हमें सावधानी से करना होगा मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ हमें इसकी रीडिंग लेनी चाहिए अब मैं इसे सावधानी से रोटेट करता हूँ और कोलेप्सिंग फ्रिंजेस को काउंट करूँगा ये कोलैप्स हो रही हैं एक कोलैप्स हुई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी कोलैप्स हुई हम जानते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज का आर्डर मैक्सिमम होता है मान लो यह mth आर्डर है उससे बाहर वाली फ्रिंज का आर्डर m 1 होगा अगर फ्रिंजेस सेन्टर में कोलैप्स होती हैं मतलब सेन्ट्रल फ्रिंज सेंटर में कोलैप्स होती है और उससे बाहर वाली फ्रिंज अब सेंट्रल फ्रिंज बन जाती है मतलब अब सेन्टर में th फ्रिंज आ जाती है यहाँ हमने 6 फ्रिंजेस कोलैप्स की हैं तो अगर इनिसिअल फ्रिंज m थी तो अब सेन्टर में th फ्रिंज होगी और इनका डिफरेंस 6 होगा इस ट्रांसलेशनल मोशन के लिए यह फाइनल रीडिंग होगी परन्तु यह बहुत छोटा चेंज होगा इस लिए हम इसे और ट्रांसलेट करेंगे और 20 फ्रिंजेस कोलैप्स करेंगे फिर रीडिंग लेंगे ट्रांसलेशन का इनिसिअल और फाइनल रीडिंग का डिफरेंस हमें एल की वैल्यू देगा क्योंकि यह नार्मल लीनियर ट्रांसलेशन है यहाँ कोई कन्वर्ज़न फैक्टर नहीं होगा तो हम कोलेप्सिंग फ्रिंजेस के लिए रीडिंग लेंगे और एल वैल्यू निकालेंगे फिर हम t की वैल्यू निकालेंगे और इनसे हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी हम यह एक्सपेरिमेंट 3 या 4 बार करेंगे मैं दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ तो फ्रिंजेस सेंटर से अपीयर होंगी इस प्रकार सेंटर में नई फ्रिंजेस आ रही हैं तो सेन्ट्रल फ्रिंज का आर्डर इनक्रीज़ होगा हम पहले इनिसिअल रीडिंग लेंगे फिर हम अपीयर होने वाली फ्रिंजेस को काउंट करते हुए ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे 30 फ्रिंजेस की काउंटिंग के बाद हम फाइनल रीडिंग लेंगे फिर हम फाई कैलकुलेट करेंगे यह एक्सपेरिमेंट भी हम 3 या 4 बार करेंगे और सभी फाई वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे और एरर निकालने के लिए हमें ट्रांसलेशनल स्टेज और माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट पता है जैसे मैंने पहले बताया था उसी प्रकार हम एरर निकाल सकते हैं यह बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है परन्तु यह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है इसे हम बहुत एक्यूरेटली वेवलेंग्थ और एंगल ऑफ़ बाइप्रिज्म निकाल सकते हैं अगर बेस एंगल कंपनी द्वारा दिया गया है तो हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई दो पता है तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बेस एंगल दिया है तो मयू कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से ये सभी पैरामीटर्स निकाल कर सकते हैं केवल कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगी मैंने माईकलसन एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट किया है कैसे हम वेवलेंग्थ बाइप्रिज्म का बेस एंगल और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं और यह भी हमने देखा कि कैसे फ्रिंजेस कोलैप्स या अपीयर हो रही हैं और कैसे यह मिरर्स के डिस्टेंस या बाइप्रिज्म की थिकनेस पर डिपेंड करता है अगर हम थिकनेस चेंज करते हैं बाइप्रिज्म की थिकनेस वेरी करती है अगर हम इसे ट्रांसलेट करें यह इसका ऑप्टिकल पाथ चेंज करता है और इसके साथ कैसे फ्रिंजेस अपीयर या कोलैप्स हो रही है यह भी हमने देखा मैं यहाँ रुकता हूँ आपकी अटेंशन के लिए धन्यवाद